नमस्कार और NPTEL पाठ्यक्रम मेकेनोबायोलॉजी का परिचय के हमारे नौवें व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने कोलेजन का उदाहरण लेते हुए ECM नेटवर्क के रियोलॉजिकल व्यवहार पर अपनी चर्चा का समापन किया था और हमने चर्चा की कि इन नेटवर्कों के मुख्य गुणों में से एक ताकत का गुण है या यदि आप बल लगाते हैं तो नेटवर्क कठोर हो जाता है और मैंने तर्क दिया कि यह संपत्ति सुनिश्चित करती है कि बलों के संपर्क में आने पर ऊतक विफल न हों या नेटवर्क फ्रैक्चर न हो और फिर मैंने कहा कि इसी तरह का व्यवहार एकल प्रोटीन के स्तर पर भी मौजूद है और इस संबंध में हमने फाइब्रोनेक्टिन नामक इस प्रोटीन पर अपनी चर्चा शुरू की तो फाइब्रोनेक्टिन एक डाईमर है यह एक ECM प्रोटीन है यह कोलेजन प्रोटीओग्लिसन सहित अन्य ECM प्रोटीन को बांधता है और यह कोशिका के आसंजन घाव भरने सूजन इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए हम जो जानना चाहते हैं उसके कार्य के लिए फाइब्रोनेक्टिन की संरचना कैसे आवश्यक है और विशेष रूप से यह कैसे फ़ाइब्रोनेक्टिन के कामकाज को अपने विशिष्ट डोमेन के अनफोल्डिंग के माध्यम से नियंत्रित करता है तो मुझे एक बार फ़ाइब्रोनेक्टिन की संरचना का परिचय करने दें तो आपके पास तीन मॉड्यूल हैं FN 1 FN 2 और FN 3 ये मॉड्यूल दोहराए जाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक अक्षुण्ण फाइब्रोनेक्टिन अणु में संभवतः FN 3 के 28 दोहराव हैं तो FN 3 में 15 डोमेन हैं तो FN 3 की संरचना है लगभग इसी तरह से आपके पास 1 और 2 है पहला और दूसरा डोमेन एक लिंकर द्वारा जुड़ा हुआ है और फिर आपके पास ये 4 5 6 7 8 9 10 हैं इसलिए 10 में आपके पास RGD अनुक्रम है जो सेल जोड़ की मध्यस्थता के लिए महत्वपूर्ण है और RGD इंटीग्रिन से बांधता है तो आपके पास ये 15 डोमेन हैं वास्तव में 14 और 15 भी एक लिंकर द्वारा जुड़े हुए हैं तो यह 15 है और अंत में आपके पास आपके COOH और डाइसल्फ़ाइड पुल हैं तो यह फाइब्रोनेक्टिन ऐसा होता है अब यह परिकल्पना की गई है कि यांत्रिक खिंचाव वास्तव में इन मॉड्यूलों या इसके अलग अलग डोमेन को खोलने के लिए प्रेरित करता है और अन्य अणुओं के बंधन के अनफोल्डिंग को ट्रिगर करके क्रिप्टिक बाइंडिंग साइटों का एक्सपोजर जो न केवल मैट्रिक्स असेंबली चलाता है और साथ ही सेल को सांकेतिक रूप से नियंत्रित करता है तो आपके पास अनफोल्डिंग है जो क्रिप्टिक बाइंडिंग साइट्स के संपर्क में आता है और फिर यह मैट्रिक्स असेंबली को नियंत्रित करता है इसलिए आमतौर पर कैलोरीमीटर का उपयोग बढ़ते तापमान के लिए इन विशिष्ट डोमेन की संवेदनशीलता का परीक्षण करने के लिए किया गया है और इन अध्ययनों से पता चला है उदाहरण के लिए इसलिए FN 3 का तीसरा डोमेन 120 तीन डिग्री सेल्सियस पर और इसी तरह आगे बढ़ता है और FN 3 का दसवां डोमेन यह कम तापमान पर अनफोल्ड होता है तो ये सुझाव देंगे कि FN 10 कमजोर है या कम बलों पर अनफोल्ड होता है तो क्योंकि यह कम तापमान पर विकृत हो जाता है आप इसे कम बलों में in vivo में अनफोल्ड करने की उम्मीद कर सकते हैं तो आप इसे कैसे परखेंगे और यह वह जगह है जहां AFM की विधि जिसे मैंने संक्षेप में कल बताया था AFM में केवल संक्षेप में हमने पिछली कक्षा में क्या चर्चा की थी आपके पास यह AFM कैंटिलीवर है तो इसे टिप कहा जाता है आपके पास विभिन्न ज्यामिति हो सकती हैं विभिन्न टिप ज्यामिति अधिक बार इन कुंद पिरामिड युक्तियों का उपयोग किया जाता है तो आप कर सकते हैं पिरामिड टिप तेज टिप तो या बल्कि इसलिए मैं इसे कुंद और तेज पिरामिड युक्तियों के साथ साथ गोलाकार युक्तियों के रूप में डालूंगा तो इन युक्तियों की कठोरता इसके आयामों द्वारा निर्धारित की जाती है तो प्रोटीन अनफोल्डिंग अध्ययन के लिए आप उन युक्तियों के साथ काम करना चाहेंगे जिनमें स्प्रिंग स्थिरांक हैं तो टिप के स्प्रिंग स्थिरांक 20 पिको न्यूटन प्रति नैनोमीटर का आदेश देते हैं इसलिए एक और बात जो मैंने पिछले व्याख्यान में कही थी जब आप प्रोटीन अनफोल्डिंग का अध्ययन करना चाहते थे तो आपके पास एक सब्सट्रेट है सब्सट्रेट अभ्रक या कांच हो सकता है और हमें बताएं कि ये प्रोटीन अणु सतह पर निष्क्रिय रूप से adsorbed हैं अब ध्यान देने वाली एक बात यह है कि आप विरल परिधि में काम करना चाहते हैं या लगभग एकल अणु सीमा पर एकल अणु सीमा के रूप में काम करना चाहते हैं ताकि आप प्रोटीन एकत्रीकरण से बच सकें तो मैंने यह भी उल्लेख किया है कि एक सतह पर आप टिप के साथ क्या करते हैं इसलिए यदि आपके पास सतह है जो भी हो तो आप एक प्रयोग करते हैं Pull प्रयोग क्या है यह प्रयोग अनिवार्य रूप से टिप नीचे चला जाता है और एक महत्वपूर्ण बल तक पहुंचने के बाद बंद हो जाता है और फिर यह ऊपर आता है तो यह आपका इंडेंट पार्ट है और यह आपका retract है तो किसी भी सब्सट्रेट पर अपने विशिष्ट बल वक्र या हमें एक कठोर सब्सट्रेट पर कहते हैं तो जो आप ट्रैक करते हैं वह Z स्थिति Z स्थिति संक्षेप में और विक्षेपण है तो आपके पास एक लेजर है जो आपके टिप की पिछली सतह को दर्शाता है और एक फोटो डिटेक्टर द्वारा एकत्र किया जाता है तो यह एक फोटो डिटेक्टर है और यह आपका लेजर स्रोत है तो इसके अंत में आपको जो मिलता है वह एक वक्र है Z स्थिति बनाम विक्षेपण तो आपका कर्व कुछ इस तरह दिखेगा तो बिंदु A बिंदु B और C पर फिर D इसलिए A से B और F से G ऐसे खंड हैं जहां टिप वास्तव में बीच की जगह से होकर गुजर रही है यह सब्सट्रेट के साथ संपर्क में नहीं है और बिंदु B से C के बीच टिप वास्तव में इंडेंट कर रहा है या नमूने को विकृत कर रहा है तो प्रोटीन अनफोल्डिंग अध्ययन के लिए हम वास्तव में वक्र के इस हिस्से में रुचि रखते हैं वक्र का प्रत्यावर्तन भाग तो प्रोटीन अनफोल्डिंग के अध्ययन के लिए वक्र के पीछे के हिस्से का विश्लेषण किया जाता है तो अब फिर से इस तस्वीर पर वापस जा रहे हैं आपके पास ये प्रोटीन हैं जो सतह पर निष्क्रिय रूप से adsorbed हैं अब आप AFM के तहत इन प्रोटीनों की कल्पना नहीं कर सकते जब तक कि आप सतह की इमेजिंग नहीं करते तो प्रोटीन ऑप्टिकल डिटेक्टिव तत्व से नीचे हैं इसलिए आप प्रोटीन को सतह पर नहीं देख सकते हैं कि आप वास्तव में एक प्रोटीन के ऊपर टिप को रख सकते हैं इसलिए आप जो कर रहे हैं वह एक अंधे आदमी की तरह है आप इस सतह पर कई अलग अलग स्थितियों में इस आशा के साथ tapping कर रहे हैं कि कुछ सामने आएगा तो आप कैसे जानते हैं कि आपने वास्तव में ऐसे प्रति खींचने वाले चक्र में प्रोटीन को छुआ है तो मुझे फिर से बल वक्र खींचना चाहिए उस स्थिति के लिए जहां टिप प्रोटीन को नहीं छूती है आपके पास वक्र कुछ इस तरह होगा A B C D E F तो आपके पास यहां एक तीव्र नोक होगी तो यहाँ तीव्र नोक है तो क्या होता है जब टिप हवा के माध्यम से चल रही है तो आप A और B के बीच इस बिंदु पर चल रहे हैं तो यह सतह को छूता है इसलिए क्योंकि सतह टिप की तुलना में सख्त है इसलिए जब आप आगे जाने की कोशिश करते हैं तो यह टिप ही होता है जो झुक रहा है तो आपके पास एक सीधी रेखा है और यह रेखा आदर्श रूप से 45 डिग्री की ढलान होनी चाहिए क्यों क्योंकि जिस दूरी से आप आगे बढ़ते हैं वही दूरी है जिससे टिप विकृत हो जाती है तो आपका विक्षेपण और यह है कि आप वोल्ट में प्राप्त करने के लिए कैसे कैलिब्रेट करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा वोल्ट्स में व्युत्क्रम ऑप्टिकल लीवर संवेदनशीलता कहा जाता है तो व्युत्क्रम ऑप्टिकल लीवर संवेदनशीलता यह क्या है यह अनिवार्य रूप से क्योंकि यह युक्ति वोल्ट के संदर्भ में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है आप में रुचि रखते हैं क्या विक्षेपण में है जो नैनोमीटर में है तो आप इस अंशांकन को खोजना चाहते हैं वोल्ट से नैनोमीटर में रूपांतरण और वह यह है कि यह वक्र के इस हिस्से का उपयोग करके कैसे किया जाता है अब जब आप अधिकतम बिंदु C पर पहुँच गए हैं और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में फिर से उल्लेख किया है कि यदि आप एक बिंदु पर नीचे और नीचे जा रहे हैं तो टिप बस टूट जाएगी जो आप करना नहीं चाहते हैं इसलिए आप अधिकतम विस्थापन टिप के हमारे अधिकतम विक्षेपण को रोकना चाहते हैं और इसे आम तौर पर सेटपॉइंट या विक्षेपण सेट बिंदु कहा जाता है कि एक बार टिप इस विक्षेपण तक पहुंच जाता है टिप को नीचे नहीं जाना चाहिए बल्कि इसे बाहर आना चाहिए कि आप टिप का पुन उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह विक्षेपण C के इस अधिकतम बिंदु तक पहुँचता है और फिर पीछे हट जाता है तो टिप अब आ रहा है अब जब यह आ रहा है तो आपको बल वक्र में यह विशाल शिखर मिल रहा है जिसके बीच बिंदु D से E है यह क्या है यह मूल रूप से तब होता है जब आप वास्तव में उस सतह पर इंडेंट करते हैं जो आपने कुछ निरर्थक बांडों का गठन किया है अब जैसे जैसे टिप बंद होने की कोशिश हो रही है उन निरर्थक बंधनों को तोड़ना है और यही वह है तो यह बल शिखर या बल्कि यह शिखर वह है जो निरर्थक आसंजन है तो यह क्या निरर्थक आसंजन के लिए होता है अब कल्पना करें तो अब कल्पना करें कि आपको इस तरह एक बल वक्र मिलता है इसलिए मैं एक अलग रंग के साथ इसे रेखित करूंगा तो आप जो देख रहे हैं वह इन कई धक्कों का गठन है तो इस पैटर्न को एक सवॉथ पैटर्न कहा जाता है और अगर आपको यह मिलता है तो आप आश्वस्त हैं लेकिन यह प्रोटीन अनफॉल्डिंग से जुड़ा है तो आम तौर पर प्रोटीन अनफॉल्डिंग अध्ययनों के लिए आप डेटा को सही नहीं करते हैं बल्कि तो क्योंकि आप केवल वक्र के इस हिस्से में रुचि रखते हैं वक्र को निम्न तरीके से प्लॉट किया जाता है इन पंक्तियों के साथ कुछ तो आप इस वक्र से क्या करते हैं आप वक्र के इस हिस्से को काटते हैं और आप इसे उल्टा करते हैं और आप इसे फ्लिप करते हैं तो आप दो दर्पण चित्र करते हैं दर्पण प्रतिबिंब इसलिए यदि आप इसे इस अक्ष के बारे में दर्शाते हैं तो यह ऊपर आएगा और फिर आप इसे उस अक्ष के बारे में दर्शाते हैं और इसका अनुवाद करते हैं तो आपको यह मिल जाएगा तो यह वक्र है जिसे आप प्रोटीन तह में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए रुचि रखते हैं तो अब हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है यह विशेष संरचना क्यों उत्पन्न करता है और हम यह क्यों कहते हैं कि यह प्रोटीन फोल्डिंग से जुड़ा हस्ताक्षर है इसलिए मुझे प्रोटीन के बारे में बताने दें इसलिए सतह पर आपका प्रोटीन है जो नीचे लेटा हुआ है और यह आपकी टिप है इसलिए अगर मैं ज़ूम इन कर दूं तो मान लें कि प्रोटीन में कुछ संरचना है और ये इसलिए ये डिसल्फाइड बॉन्ड हैं तो मैंने जो खींचा है वह काल्पनिक प्रोटीन है जिसमें तीन मुड़े हुए डोमेन हैं तो यह विशेष प्रोटीन जिसे मैंने खींचा है में तीन तह डोमेन हैं तो अगर हम मान लें कि यह टिप है तो आपका टिप ऐसा है जहां टिप प्रोटीन को छूती है आपके नियंत्रण में नहीं है तो इस बिंदु से टिप प्रोटीन को मार सकता है तो आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है जहां टिप वास्तव में प्रोटीन को छूता है तो कल्पना करें कि टिप वास्तव में प्रोटीन के संपर्क में आया था प्रोटीन के कुछ बिंदु पर तो हमारे पिछले वक्र में क्या होगा तो आपके पास यह संरचना है टिप ने प्रोटीन को छुआ है यहां से हम ऐसा कहते हैं और आप अधिकतम तक पहुंच गए हैं या आप सेट बिंदु पर पहुंच गए हैं यहां से टिप को ऊपर जाना है इसलिए एक बार जब टिप ऊपर जाने लगेगी तो आप हमें इस तरह की स्थिति कहने देंगे अब क्योंकि प्रोटीन को सतह पर adsorbed किया गया था टिप के लिए इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने के लिए आपको तोड़ना होगा बल प्रोटीन और टिप के बीच आसंजन के निरर्थक बंधन को तोड़ते हैं तो यह एक बिंदु है जब आप पीछे हटते हैं तो जैसा कि आप पीछे हट रहे हैं यह एक कदम है दूसरा चरण इसलिए जब टिप के साथ यह वास्तव में ऊपर जा रहा है तो आप जानते हैं कि यह काम करेगा अगर कम से कम यह अंत यह अंत जुड़ा हुआ है इसलिए यदि संपूर्ण प्रोटीन सतह से अलग हो जाता है तो पूरी चीज बंद हो जाएगी और आपको कोई चिह्न नहीं मिलेगा तो प्रोटीन का एक छोर सब्सट्रेट से जुड़ा रहना चाहिए तो क्या होगा मान लेते हैं कि प्रोटीन का एक सिरा सतह से जुड़ा रहता है या नहीं तो आप एक प्रोटीन को एक श्रृंखला के रूप में सोचते हैं यह रबर बैंड के रूप में तो जब आप कोशिश करते हैं और यह अंत भी काफी मजबूत आसंजन है दृढ़ता से पालन किया जाता है यदि ये दोनों छोर जुड़े रहते हैं तो जब आप टिप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं जैसा कि आप टिप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके विशिष्ट डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड पर बलों को बढ़ा देगा तो यह टिप पर एक बल का विस्तार करने जैसा है तो यह अंत एंकरिंग है और आपका टिप बंद होने की कोशिश कर रहा है टिप यहां कहीं जुड़ी हुई है और टिप बंद होने की कोशिश कर रही है तो यह संचारित होगा इसलिए यदि यह अंत दृढ़ता से जुड़ा हुआ है और यह छोर दृढ़ता से जुड़ा हुआ है तो बल इनमें से प्रत्येक बॉन्ड को प्रेषित हो जाएगा और डाइसल्फ़ाइड बांड को तोड़ने के लिए डाइसल्फ़ाइड के लिए आवश्यक बल एक बार आपके बल स्विच को तोड़ देगा तो आपके पास क्या मामला है इसलिए आपके पास अलग अलग डोमेन लागू होंगे तो यह दूसरा चरण है इसलिए एक एक करके इसलिए अगर मुझे एक एक करके सॉवोथ प्रोफाइल को रेखित करना है इसलिए यह बल इसलिए मैंने सिर्फ तीन चोटियां खींची हैं तो आप के लिए इस विशेष मामले में तीन डोमेन के साथ काल्पनिक प्रोटीन का पता है कि आपके पास एक विशेष स्थिति के लिए यहां तीन चोटियां हैं और दो अतिरिक्त चोटियां हैं विक्षेपन तो यह शिखर सतह के लिए प्रोटीन के अतुलनीय आसंजन को तोड़ने के लिए आवश्यक बल से मेल खाती है आखिरी चोटी यह चोटी टिप से प्रोटीन की टुकड़ी से मेल खाती है तो आपका वास्तविक डेटा वास्तव में आपकी चोटियां हैं 1 2 3 वह डेटा है जो आप चाहते हैं तो क्या होगा इसलिए यदि आप एक विशेष चोटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप जो कर रहे हैं वह टिप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है इसलिए यदि आप यह मान रहे थे कि इनमें से प्रत्येक बंधन आप इस बल को बढ़ा रहे हैं तो बंधन खिंचता जा रहा है तो आपका बल बढ़ता रहता है और एक बार जब बंधन टूट जाता है तो बल में एक तात्कालिक गिरावट होती है तो इसीलिए यह ड्रॉप तात्कालिक है तो यह शिखर अंत बॉन्ड स्ट्रेचिंग से मेल खाता है इस बिंदु पर बॉन्ड टूट जाता है और फिर बल में एक तात्कालिक गिरावट होती है इसलिए यदि आपके पास कई डोमेन हैं तो उस मामले के लिए जिसमें आपके पास तीन डोमेन थे मान लेते हैं यह सबसे कमजोर है और यह सबसे मजबूत है तो इसका मतलब यह होगा कि जब आप बल लगा रहे हैं तो यह स्प्रिंग्स के एक समूह के बराबर है जो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं इसलिए जब आप बल बढ़ा रहे होते हैं तो सबसे कमजोर कड़ी पहले सामने आएगी और सबसे मजबूत कड़ी आखिरी बार सामने आएगी इसलिए मैंने इस बल में उल्लेख किया है इसलिए बल वक्र में जो मैंने यहां खींचा था आप देखते हैं कि आपके पास एक हस्ताक्षर है जहां तीन प्लस दो चोटियां हैं लेकिन डोमेन के एक प्रोटीन के लिए तीन डोमेन आपके पास इस तरह की स्थिति हो सकती है तो आप जो देख रहे हैं वह केवल एक डेटा चोटी देख रहे है ऐसा क्यों है क्योंकि यह बहुत संभव है यदि आपका प्रोटीन इस अधिकार की तरह है तो टिप वास्तव में बीच में कुछ बिंदु से संपर्क करता है उस स्थिति में जब टिप इसे खींच रहा है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा तो प्रोटीन के इस हिस्से को किसी भी बल का अनुभव नहीं होगा इसलिए अगर उदाहरण के लिए यदि यह आपका पहला डोमेन है तो आपका पहला डोमेन सामने नहीं आएगा लेकिन दूसरा और तीसरा इस मामले में मैंने इसे खींचा है यह मामला है जहां हम कहते हैं कि यह कुछ ऐसा है तो आपके पास दो डोमेन हैं जो स्ट्रेच नहीं किए गए हैं इसलिए आज मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं इसलिए संक्षेप में हमने देखा है कि AFM को प्रोटीन अनफोल्डिंग के अध्ययन के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है और प्रोटीन अनफोल्डिंग के चिह्न क्या हैं कि आप कह सकते हैं कि इस चिह्न के आधार पर मैं यह दावा कर सकता हूं कि यह प्रोटीन अनफोल्डिंग है इसलिए अगली कक्षा में हम इसे जारी रखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे डेटा का विश्लेषण किया जाए और फ़ाइब्रोनेक्टिन के प्रोटीन को समझने के लिए प्रोटीन के निर्माण के साथ आने वाले डिज़ाइन सिद्धांत क्या हैं